असाइनमेंट 4 समस्या 1 5 आज हम असाइनमेंट 4 हल करेंगे यह परावैद्युत और कुछ चुंबकीय स्थैतिकी समस्याओं से जुड़ा है तो इसमें पहली समस्या है कि यदि एक बिंदु आवेश यह परावैद्युत के लिए प्रतिबिंब समस्या से जुड़ा हुआ है इसलिए प्रश्न संख्या 1 परावैद्युत अर्ध अनंत पट्टी के सामने एक बिंदु आवेश q है अर्ध अनंत मतलब यह इस तरफ अनंत तक जा रही है और दूरी d के सामने आवेश q है इस पदार्थ का परावैद्युत स्थिरांक k है तल yz तल लेते हैं इसलिए यह काला तल इसे yz तल की तरह लिया गया है यह x दिशा है x0 क्षेत्र में विभव और विद्युत क्षेत्र की गणना के लिए तो यदि आप इस क्षेत्र में विभव और विद्युत क्षेत्र की गणना करना चाहते हैं हम xd दूरी पर प्रतिबिंब आवेश q1रखते हैं तो हम दूसरी तरफ एक दूरी d पर प्रतिबिंब आवेश q1 रख रहे हैं तो यह आवेश q1 है ध्यान दे x0 क्षेत्र में पॉइजन समीकरण संतुष्ट होती है और इस भाग के अलावा दूसरे भाग में विभव और क्षेत्र की करने के लिए हम आवेश q2 यहां रखते हैं तो हमें इस भाग में विभव और क्षेत्र की गणना करनी है जिससे कि जरूरी परिसीमा प्रतिबंध को संतुष्ट करने के लिए कोई आवेश हमारी रूचि के क्षेत्र में नहीं रहता हमें क्या करने की जरूरत है तो चलिए देखते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं अब यह एक परावैद्युत माध्यम है इसलिए यहां 2 परिसीमा प्रतिबंध है परिसीमा प्रतिबंध हैDसतत है और E सतत है और ध्यान दें कि इन दो परिसीमा प्रतिबंधों को संतुष्ट करने के लिए हमने दो अज्ञात q1 और q2लिए हैं तो अब यदि मैं इस परावैद्युत को लेता हूं तो सतह से d दूरी पर एक आवेश q है और दूसरी तरफ आवेश q1है इस तरफ एक परावैद्युत स्थिरांक k है तब इन दोनों आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र और यह विद्युत क्षेत्र केवल उस भाग में होगा जहां x0है यह केवल इस भाग में मान्य है जो q के कारण E और q1के कारण E क्षेत्र के योग के बराबर होगा और परिसीमा प्रतिबंध पर ध्यान दें हमें केवल क्षेत्र और इस अंतरा फलक पर D के बारे में रुचि हैतो हम बस यहां इसकी गणना करते हैं हम एक दूरी y और z पर इसकी गणना करेंगे इस बिंदु पर x0 है इसलिए q के कारण यहां विद्युत क्षेत्र होगा 140qहम बिंदु पर देख रहे हैं y jz k d iy2z2d232यह आवेश q के कारण क्षेत्र है आवेश q1 के कारण क्षेत्र होगा140q1y jz kd iy2z2d232 यहांx0 में यह क्षेत्र होगा x0भाग के बारे में क्या इस स्थिति में हम आवेश की गणना करते हैं जैसे कि यहां सीधे हाथ की तरफ एक आवेश q2है इसलिए इस स्थिति में x0 के लिए क्षेत्र है तो इस तरफ परंतु अभी भी सतह पर होगा 140q2y jz k d iy2z2d232 और यह वह क्षेत्र है जो x0 भाग के लिए मान्य है अब हमें परिसीमा प्रतिबंध लागू करने हैं परिसीमा प्रतिबंध कहते हैं कि Dसमान है तो Dइस सतह के लिए होगा D x दिशा में x 0के लिए Dk Ex140q2y2z2d232k और D जब x0है तब DEx140 qdq1d 1y2z2d232 होगा और यह दोनों बराबर होनी चाहिए यदि मैं इन दोनों को बराबर करता हूं तो चलिए कुछ पदों को रद्द करते हैं 140 रद्द हो जाता है इसी तरह d इसी तरह दूरी और हमारे पास बचता है यदि मैं Dको दोनों तरफ समान लेता हूं मेरे पास बचता है kq2 qq1जो मेरा समीकरण एक है और दूसरा समीकरण है कि Eसमान है और यह तुरंत मुझे qq1q2देता है यह मेरा दूसरा समीकरण है अब हम बहुत आसानी से इन दोनों समीकरणों को हल कर सकते हैं यदि मैं पहले समीकरण से दूसरे को घटाता हूं यह मुझे देता है q2k12q या q22k1q और इससे मैं q1 की गणना कर सकता हूं जो होगा q1q2 q जो है q12k1 1q यह 1 kk1qके या k 1k1qबराबर होगा ध्यान दें कि यदि k1 है अर्थात परावैद्युत माध्यम नहीं है तब q2q आता है और q10 आता है विद्युत क्षेत्र का क्या अब यदि मैं विद्युत क्षेत्र बनाना चाहता हूं यहां q है तो x0भाग के लिए विद्युत क्षेत्र इस तरह का होगाजैसे आवेश उसी बिंदु पर है जहां q है किंतु यह थोड़ा 2k1कम है इसलिए क्षेत्र रेखाएं q स्थिति से सीधी रेखाओं की तरह निकलती हैजहां x0 है क्षेत्र रेखाएं इस तरह से दिखाई देंगी और जहां x0 है वह यह भाग है आवेश ऐसा है जैसे यहां पर q रखा हुआ है और यहां एक q रखा है या q1जो k 1k1qके बराबर है यदि k लगभग 1 है यह एक बहुत छोटा आवेश है परंतु यह इस विद्युत क्षेत्र को थोड़ा सा वक्र देगा और इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरह से दिखती हैं क्योंकि वे ऋण आत्मक आवेश की तरफ मुड़ जाती है तो समस्या 1 में क्षेत्र रेखाएं इस तरह दिखती हैं अब हम समस्या 2 को हल करते हैं जो कहती है कि एक ठोस अनंत लंबाई के बेलन का अक्ष z अक्ष की दिशा में है तो यहां एक ठोस अनंत लंबाई का बेलन है यदि इसका अक्ष z अक्ष पर है और यह ध्रुवीकरण P ले जाता है जो x दिशा में Poके बराबर है और परावैद्युत के अंदर विस्थापन सदिश परिभाषा से विस्थापन सदिश है 0EP जहां E विद्युत क्षेत्र है हमने पहले कई बार विद्युत क्षेत्र की गणना की है इस ध्रुवीकरण के कारण विद्युत क्षेत्र P20से दिया जाता है और इसलिए D के लिए उत्तर होगा P2Pजो P2 के बराबर है यह हमारा उत्तर है P02x अगली प्रश्न संख्या 3 एक समानांतर प्लेट संधारित्र को z अक्ष के लंबवत रखा गया है तो यह प्लेट्स काफी बड़ी है जिससे कि हम फ्रिंज के प्रभाव को नकार सकते हैं और यहां दो परावैद्युत पट्टीया होती हैं एक तरफ परावैद्युत नियतांक k1 है और दूसरी तरफ परावैद्युत नियतांक k2 है फ्रिंज के प्रभाव को नकारते हुए परावैद्युत अंतरा फलक पर परिसीमा प्रतिबंध क्या होंगे और यदि हम फ्रिंज के प्रभावों को नकारते हैं तो जब संधारित्र आवेशित होता है तब विद्युत क्षेत्र प्लेट के लंबवत होता है और इसलिए परिसीमा प्रतिबंध होगा कि एक तरफ का Ez दूसरी तरफ केEz के बराबर होगा यह परिसीमा प्रतिबंध है चलिए अब प्रश्न संख्या 4 को हल करते हैं एक गोला है जिसमें ध्रुवीकरण PP0zहै इसलिए यहां एक गोला है यह PP0z ध्रुवीकरण ले जाता है इस मध्य रेखा के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र z के लंबवत तल में है तो हम इस मध्य रेखा के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र जानना चाहते हैं इसका मतलब है कि हम इस बिंदु पर जिसे लाल से बताया गया है उस पर विद्युत क्षेत्र जानना चाहते हैं मैं या तो इसकी गणना स्पष्ट रूप से कर सकता हूं या परिसीमा प्रतिबंध का उपयोग करके कर सकता हूं मैं जानता हूं कि इस गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में है और अंदर का विद्युत क्षेत्र E P30से दिया जाता है और इस स्थिति में P30z है और यह विद्युत क्षेत्र इस सीमा पर सतत जा रहा है क्योंकि इस मध्य रेखा बिंदु पर यह स्पर्श रेखीय विद्युत क्षेत्र है इसलिए बाहर का विद्युत क्षेत्र अंदर के विद्युत क्षेत्र के समान होगा और यह E से आता है जो सतत है और यह तुरंत आपको देता है कि Eoutside P30zचलिए उत्तर को बाहरी गणना के द्वारा भी प्राप्त करते हैं स्पष्ट गणना में हम जानते हैं कि एक द्विध्रुव के कारण बाहर गोले के केंद्र पर E क्षेत्र है P43R3Pहै तो बाहर क्षेत्र इस तरह से होगा जैसे यह बिंदु द्विध्रुव P केंद्र पर रखा हो और मैं जानता हूं कि इसके कारण विद्युत क्षेत्र 1403Prr Pr3है इस स्थिति में r इकाई सदिश z के लंबवत दिशा में है इसलिए Pr पद 0 है तो विद्युत क्षेत्र होगा 140R3 4P3r3यह ध्रुवीकरण है चलिए r3पद को रद्द करते हैं 4भी रद्द हो जाता है और मेरे पास P30बचता है यह वास्तव में उत्तर है जो हमने परिसीमा प्रतिबंध का उपयोग करके प्राप्त किया अगले प्रश्न में हमें पूछा गया है कि यदि एक बिंदु आवेश q एक परावैद्युत गोले जिसकी त्रिज्या R है उसके केंद्र पर रखा गया है तो यह तो यह एक परावैद्युत गोला जिसका परावैद्युतांक नियतांक K है और इसके केंद्र पर आवेश q है विभव क्या है विभव की गणना करने के लिए सबसे पहले मैं विद्युत क्षेत्र की गणना करता हूं अब विद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए हम परावैद्युत की स्थिति में गोश के नियम से जाएंगे जो है∇ Dfreeइस स्थिति में free इस बिंदु आवेश से आता है जो केंद्र पर रखा हुआ है और इसलिए यदि मैं डायवर्जेंस Ddv का आयतन समाकलन करता हूं जो freedVहोगा डायवर्जेंस प्रमेय से यह समाकलन Dds होगा जो freedV के बराबर है जो कि कुल आवेश Q है और यह मुझे देता है क्योंकि यहां समानता हैयहां एक गोलीय समानता है D केवल त्रिज्यीय दिशा में जाएगा इसलिए D पूरा त्रिज्यीय है इसलिए यह Dds मुझे देता है D4R2Q या D का परिमाण है Q4R2 यदि आप सदिश लेते हैं तो यह त्रिज्यीय दिशा में जाएगा यह मेरा D है और इससे मैं अपने विद्युत क्षेत्र की गणना कर सकता हूं यह मेरा गोला है और हम पहले ही गणना कर चुके हैं कि DQ4R2r जब rRतब DkE इसलिए विद्युत क्षेत्र E होगा E1kQ40R2त्रिज्यीय दिशा में और जब rRहै तब D और कुछ नहीं बल्कि 0Eहै यहां तक कि सदिश का निशान ठीक है तो E होगा EQ40r2त्रिज्यीय दिशा में ध्यान दें कि सीमा के ऊपर E सतत नहीं है तो चलिए देखते हैं कि यदि मुझे Er का r के साथ आरेख बनाना है यहां rr है यदि यहां कोई परावैद्युत नहीं होता तो क्षेत्र इस तरह से जाता हालांकि परावैद्युत के कारण इसके अंदर का भाग थोड़ा कम है यह k भाग से घट जाता है और इसलिए यह k के भाग से कम है इस तरह से विद्युत क्षेत्र जाता है और सतह पर सतह आवेश के कारण असततता आती है अब विभव की गणना के लिए मैं जानता हूं कि ग्रेडिएंट V ऋण आत्मक निशान के साथ E के बराबर है इसलिए rRके लिए मेरे पास dVdrQ40r2है V0 लेने पर इसका समाकलन करना आसान है आपने बिंदु आवेश के लिए बहुत बहुत बार इसका समाकलन किया है V आता है VQ40rजब rR हमारे पास पुनः है dVdrEQ40kr2 इसलिए यदि मैं dV का r से R तक समाकलन करता हूं तो यह होगा Q40krRdrr2और यह मुझे देता है Q40k 1rr से R के लिए और यह V V के बराबर होगा इसलिए मुझे V V rRके लिए मिलता है Q40kऔर इसलिए VV Q40kRQ40krइसकी गणना आसानी से की जा सकती है क्योंकि मैं जानता हूं कि VQ40R Q40kRQ40kr इसे आगे लिख सकते हैं Q40को बाहर ले लेंगे मेरे पास है 1kr1R 1kR और यह आपका उत्तर है इसे आगे सरल करते हैं Q401krk 1kRध्यान दें कि यदि छोटा r R तो यह पद रद्द हो जाएगा और आपको मिलेगा 1r जो सही है मुझे लगता है की समस्या में जो मैंने आपको दिया था असाइनमेंट में यह चिन्ह गलत है तो इसे अभी सही कर ले